पिछले व्याख्यान में हमने मुक्त कणों के बारे में सीखा और हमने पीरिऑडिक बॉउंड्री कंडीशंस और बॉक्स सामान्यीकरण के साथ कहा हमारे पास तरंग फ़ंक्शन ψ है और मैं उन्हें केवल k के साथ लेवल करता हूं क्योंकि k स्वयं भी 1L3 eikr के बराबर ऊर्जा देता है जहां k k1xk2yk3z r xxyyzz है और k पॉइंट्स का घनत्व V83 है जो L383 के समान है वह k स्पेस में k पॉइंट्स का घनत्व है यह k स्पेस वॉल्यूम की प्रति यूनिट है और अगर हम इन कणों को इलेक्ट्रॉन मानते हैं तब प्रति k बिंदु पर 2 कण या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे प्रत्येक अवस्था अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है और इसलिए k स्पेस k के बहुत बड़े मान में कहीं तक भरने वाला है और यही हम इस व्याख्यान में निर्धारित करने जा रहे हैं तो जैसा कि मैंने पहले कहा था तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं के लिए काफी अच्छा पहला सन्निकटन प्रदान करते हैं मुझे तर्क करने दो कि क्यों तो धातुओं में ये आयन होने वाले हैं जो धनात्मक रूप से चार्ज होते हैं कि हम कुछ बनाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर घूमते हैं चूंकि वे गतिशील हैं वे क्या करते हैं कि वे आयनों के चार्ज को परखते हैं वे इन चार्ज के इर्द गिर्द घूमते हैं धनात्मक पृष्ठभूमि चार्ज और इसलिए जिस क्षमता में वे एक आत्मनिर्भर तरीके से आगे बढ़ते हैं वह बहुत अधिक स्थिर है तो क्षमता कुछ इस तरह हो सकती है तो हम जो कह सकते हैं वह यह है कि धातुओं के लिए पृष्ठभूमि क्षमता लगभग स्थिर है और इसलिए k1L3 eikr प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरंग फंक्शन का एक अच्छा सन्निकटन देता है और इस प्रक्रिया में हमने एक और काम किया है और मुझे यह बताना चाहिए कि हमने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन संपर्क की उपेक्षा की है और यह पता चला है कि यह भी काफी अच्छा पहला सन्निकटन है इसलिए हम प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक इंडिविजुअल वेव फंक्शन eikr पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं पृष्ठभूमि क्षमता की उपेक्षा करते हुए जो लगभग एक स्थिर धातु है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की उपेक्षा करते हैं इसलिए सबसे पहली चीज जो मैं करने जा रहा हूं वह है इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को उस उच्चतम अवस्था से जोड़ना जो व्याप्त है मुझे समझाने दो तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर मैं इस k स्पेस को हर 2πL पर देखता हूं तो एक अवस्था होती है तो चलिए इन अवस्थाओं को बनाते हैं ये सब भरे हुए हैं हालांकि प्रत्येक अवस्था केवल 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो यह 2 इलेक्ट्रॉनों 2 इलेक्ट्रॉनों 2 इलेक्ट्रॉनों 2 इलेक्ट्रॉनों के एक धातु थोक में 1022 प्रति सेंटीमीटर घन के क्रम के इलेक्ट्रॉनों की भारी संख्या है इसलिए मैंने 1022 अवस्थाओं के प्रति सेंटीमीटर क्यूब को भरने के क्रम के बारे में पढ़ा मुझे इन सभी इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए उस मनी स्टेट की आवश्यकता है तो ये सभी अवस्था भरे जाने वाले हैं तो जो मैं करने जा रहा हूं वह अंत में एक विशाल n वैल्यू के लिए जा रहा है और n केवल एक से भिन्न होता है तो यह मोटे तौर पर इस तरह भरा जा रहा है थोड़ा ऊपर और नीचे आ रहा है क्योंकि n 1 से बदलता है और पैमाना बहुत बड़ा है मेरा मतलब है कि मैंने इस नीले गोले को केवल इस तीर द्वारा दिखाए जाने के लिए त्रिज्या बनाया है लेकिन इसे मैं 1 मान रहा हूं दो पॉइंट्स के बीच का अंतर 1 हो यह बहुत बड़ा होने जा रहा है 1023 तो यह एक बहुत बड़ा गोला है अब यह एक गोला क्यों है क्योंकि ऊपरी स्तर पर सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जमीनी अवस्था के लिए समान होनी चाहिए परिभाषा के अनुसार जमीनी अवस्था निम्नतम ऊर्जा अवस्था है यदि कुछ इलेक्ट्रॉन उच्च अवस्था ऊर्जा पर हैं और अन्य कम हैं तो उच्च अवस्था ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन कम अवस्था ऊर्जा में नीचे आ सकते हैं और सिस्टम की ऊर्जा को कम कर सकते हैं अंत में जब तक सभी ऊपरवाले इलेक्ट्रॉनों में समान ऊर्जा न हो तो हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि इस k स्पेस में इलेक्ट्रॉनों को एक अच्छे सन्निकटन पर कब्जा करने जा रहे हैं क्योंकि उच्चतम k तक के गोले को k फर्मी भी कहा जाएगा इसे फर्मी वेव वेक्टर kF के रूप में जाना जाता है kF को फर्मी वेव वेक्टर के रूप में जाना जाता है तो k स्पेस में इस गोले का आयतन 43kF3 होगा तो k पॉइंट्स की संख्या और यह k पॉइंट्स का घनत्व होने जा रहा है L38343kF3 क्योंकि हमने देखा है कि k स्पेस के प्रति इकाई आयतन k पॉइंट्स का घनत्व L383 है और प्रत्येक अवस्था में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2×L38343kF3 होने वाली है और अगर मैं कुछ पद 2 और 4π को रद्द करता हूं तो यह 2 हो जाता है मुझे V32kF3 मिलता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास L पर सामान्यीकृत बॉक्स है यह आकार L के घन में कई इलेक्ट्रॉनों के बराबर है जो N है और इसलिए हमने इस तरह से कार्य किया था हमने इस स्थिति की गणना उस तरह के फ़ंक्शन के अनुरूप की है जिसे L पर बॉक्स सामान्यीकृत किया गया है और इसलिए k पॉइंट्स की संख्या जो भी हमने गणना की है और वह संख्या होनी चाहिए इसमें n इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास vkf332N या kF32NV32 है मुझे इसे सचित्र रूप से दिखाने दें तो मैंने आकार L के इस घन पर बॉक्स को सामान्यीकृत किया है और फिर यह दोहराता रहता है और इसी तरह तो सामान्यीकरण के अनुसार इस बॉक्स पर अवस्थाओं की संख्या प्रति अवस्था 2 इलेक्ट्रॉन सहित VkF332 हो जाती है और यह इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है और इसलिए kF 32NV13 निकलता है जो कि कुछ भी नहीं बल्कि NV इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है तो यह 32×ρ13 होने जा रहा है जहां ρNV प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है तो हमने संबंधित किया है कि उच्चतम अधिकृत k वेक्टर क्या है और kF के लिए संबंधित ऊर्जा 2kF22m के रूप में दी गई है जिसे F या फर्मी ऊर्जा के रूप में जाना जाता है अब हम उन घनत्व के संख्याओं का अनुमान लगाते हैं जैसा कि मैंने कहा ρ 1022 प्रति सेंटीमीटर घन के क्रम का है जो लगभग 1028 प्रति मीटर घन के रूप में निकलता है और इसलिए kF 32102813 होने वाला है तो 2 10 को दर्शाता है इसलिए मैं इसे 30×102813 या 30013109 के रूप में लिखता हूं तो यह 109 है और 300 के लिए मेरे पास लगभग 6 7 होगा तो मान लें कि 65 मीटर इनवर्स kF यह मीटर इनवर्स है तो हम कह सकते हैं कि एक धातु में kF मान लीजिए कि 109 से 1010 मीटर इनवर्स है और F 2kF22m इलेक्ट्रॉनों के बराबर होने वाला है जो 10 68 बार के बराबर है मान लें 1018 20 तो 1019 बटा 2×91×10 31 जो 05×10 18 जूल निकलता है जो 05×10 1816×10 19 के बराबर लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो धातुओं में F एक से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का होता है उस घनत्व को देखते हुए एक और मात्रा जो ब्याज की है वह इलेक्ट्रॉनों की औसत गतिज ऊर्जा है तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 2kF22m और इसलिए यह 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भिन्न होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उच्चतम फर्मी ऊर्जा और जिस तरह से आप औसत फर्मी ऊर्जा की गणना करते हैं अगर मैं फिर से उस गोले को देखता हूं और त्रिज्या k का यह गोला अगर मैं मोटाई k का एक छोटा खोल लेता हूं तो इसमें अवस्थाओं की संख्या इन अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने वाली है जैसे कि इस तरह के कब्जे 4πk2Δk×2 इस स्पिन के लिए V83 होने जा रहे हैं तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2k22m है और अगर मैं k को dk से 0 से kff में इंटीग्रेट करता हूं तो इससे मुझे इन सभी इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा E मिलती है और इसके माध्यम से मैं EN की गणना कर सकता हूं जो 35F होगा जहां आपको NV×kF332 लिखना होगा तो यह एक धातु में इलेक्ट्रॉनों की औसत ऊर्जा है फिर यदि आप फर्मी ऊर्जा के अनुरूप तापमान TF की गणना करते हैं तो यह TFFkB होगा और आप पाएंगे कि यह 50000 केल्विन के क्रम में आता है तो आप जो देख सकते हैं वह यह है कि अगर मैं y अक्ष पर ऊर्जा लिखता हूं और अवस्थाओं को भरता हूं यह बताता है कि भरे हुए 1 या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बहुत उच्च ऊर्जा वैल्यू तक बहुत अधिक ऊर्जा वैल्यू हैं क्योंकि यह लगभग 50000 केल्विन से मेल खाता है तो क्या होता है अगर मैं कमरे के तापमान के क्रम की ऊर्जा देता हूं और अगर मैं कमरे के तापमान की ऊर्जा देता हूं जो इलेक्ट्रॉन प्रभावित होने वाले हैं वे उस ऊर्जा के चारों ओर एक बहुत ही पतले कोश में होंगे अन्य सभी इलेक्ट्रॉन प्रभावित नहीं होने जा रहे हैं क्योंकि यदि आप कमरे के तापमान की ऊर्जा kT लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से अगले स्तर तक नहीं जा सकता है जो कि कब्जा कर लिया गया है यह इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता और ऊपर नहीं जा सकता तो ये सभी ऊपर नहीं जा सकते हैं केवल इलेक्ट्रॉन जो kT की मोटाई के भीतर कुछ ऊर्जा सही या ऊपर प्राप्त कर सकते हैं तो यह मोटाई kT होगी इसलिए अगर मैं गणना करता हूं कि फर्मी स्तर पर प्रति ऊर्जा सीमा के भीतर कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो kT से गुणा किया जाता है इससे मुझे वह ऊर्जा मिलेगी जो उन्होंने अवशोषित की थी तो मुझे जो चाहिए वह है फर्मी स्तर पर अवस्थाओं का घनत्व तो हम आगे अवस्थाओं के घनत्व की गणना करने जा रहे हैं हम गणना कैसे करते हैं मैं फिर से फर्मी क्षेत्र में जाऊंगा और अगर मैं Δk मोटाई का एक पतला खोल लेता हूं तो मेरे पास E ऊर्जा Δ2k22m बराबर होती है जो 2m kΔk हो जाती है और इन दोनों के बीच स्पिन सहित अवस्थाओं की संख्या 4πk2ΔkV83×2 होने जा रही है यह k और kΔk के बीच इस स्पिन सहित अवस्थाओं की संख्या है जिसे मैं N के रूप में लिख सकता हूं यह 2 के लिए रद्द करता है 4π 2 के साथ रद्द करता है और इसे मैं k2ΔkV2 के रूप में लिख सकता हूं इसलिए यदि मैं प्रति इकाई ऊर्जा श्रेणी ΔE अवस्थाओं के घनत्व की गणना करना चाहता हूं तो NΔE होगा जो k2Δk2ΔE×V होगा तो प्रति इकाई E प्रति इकाई आयतन की अवस्थाओं का घनत्व जिसे आमतौर पर Dϵ के रूप में लिखा जाता है सामने आता है और मैं इसे आपके लिए कुछ स्थिरांक के समानुपाती छोड़ देता हूं जो m और h और हर F गुना पर निर्भर करता है और फर्मी स्तर पर अवस्थाओं का घनत्व इसलिए होने जा रहा है वह स्थिर गुना F उस फर्मी स्तर पर वापस जाकर अब इन इलेक्ट्रॉनों को भर दिया जा रहा है और यहाँ से बहुत पतली परत बाहर निकल रही है जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या फर्मी स्तर के गुना kT पर अवस्थाओं का घनत्व होने जा रही है यह ऊर्जा kT को अवशोषित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो ऊर्जा ही DFk2T2 होगी और आप तब dEdT तापमान देख सकते हैं जो विशिष्ट ऊष्मा है जो Fermi स्तर DF×T पर अवस्थाओं के घनत्व के समानुपाती होने वाली है तो इलेक्ट्रॉनों की यह विशिष्ट ऊष्मा तापमान के साथ रैखिक रूप से बढ़ती है और यह महत्वपूर्ण रूप से फर्मी स्तर पर अवस्थाओं के घनत्व पर निर्भर करता है फर्मी स्तर के घनत्व वाले अवस्थाओं में विशिष्ट गर्मी अधिक होती है इसका मतलब है फर्मी ऊर्जा जितनी बड़ी होगी विशिष्ट ऊष्मा उतनी ही अधिक होगी यह सिर्फ आपको यह बताने के लिए है कि कैसे इलेक्ट्रानों के भरने से अवस्थाओं का घनत्व चित्र में कैसे आता है कोई अन्य ट्रांसपोर्ट घटना ऊर्जा घटना फिर से फर्मी स्तर के पास बहुत पतली परत तक सीमित होने वाली है इसलिए इसके साथ मैं धातुओं के इस संक्षिप्त परिचय को समाप्त करता हूं और इस व्याख्यान को यह कहते हुए समाप्त करता हूं कि नंबर एक फ्री इलेक्ट्रॉन या जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के रूप में भी जाना जाता है धातुओं को काफी अच्छा पहला सन्निकटन प्रदान करता है नंबर 2 इलेक्ट्रॉनों को तरंग वेक्टर द्वारा दिए गए अवस्थाओं में भरा जाता है kF3213 को फर्मी तरंग वेक्टर के रूप में भी जाना जाता है फर्मी ऊर्जा 2kF22m के रूप में दी जाती है फिर इलेक्ट्रॉनों की औसत ऊर्जा 35F के रूप में दी जाती है और फिर इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट ऊष्मा T के समानुपाती होती है और फर्मी स्तर पर D की अवस्थाओं के घनत्व पर निर्भर करती है और T और 3 D में अवस्थाओं का घनत्व के रूप में था